सभी को नमस्कार आपका स्वागत है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में हम QSAR के विषय पर जारी रखेंगे क्योंकि QSAR बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको मुख्य रूप से डिस्क्रिप्टरअथवा संरचनात्मक विशेषताओं और गतिविधि के बीच संरचना गतिविधि संबंध देता है मैंने आपको पिछली कक्षा में दिखाया था तो आपके पास कुछ अणु हैं जिनकी गतिविधियों को जाना जाता है और उनकी न्यूनतम ऊर्जा अनुरूपता ज्ञात है तो हम विभिन्न सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करते हैं मैंने आपको विभिन्न सॉफ्टवेअर दिखाए जहाँ आप डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकते हैं मैं आपको कुछ और सॉफ्टवेयर्स बाद में दिखाऊंगा अब आपके पास बड़ी संख्या में डिस्क्रिप्टर हैं तो आप किसी विशेष डिस्क्रिप्टर और गतिविधि के बीच सहसंबंध गुणांक के आधार पर डिस्क्रिप्टर का अल्पसूची कर सकते हैं और कृपया याद रखें कि अगर आपके पास 5 डेटा पॉइंट हैं तो आप केवल एक डिस्क्रिप्टर मॉडल होने के बारे में सोच सकते हैं तो अगर आपके पास 5 डेटा पॉइंट हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्टर मॉडल से आगे नहीं जाना चाहिए अगर आपके पास 10 है तो आपके पास 2 डिस्क्रिप्टर अथवा 2 स्वतंत्र चर हो सकते हैं वह है x1 और x2 फिरउन डिस्क्रिप्टर को परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ डिस्क्रिप्टर आणविक भार और अणु के आकार जैसे शायद एक दूसरे से संबंधित हैं तो उन्हें क्रॉस सहसंबद्ध नहीं होना चाहिए उन्हें एक दूसरे के बीच बहुत ही भिन्न होना चाहिए तो हम भिन्न तरीके कर सकते हैं ताकि आप सबसे अच्छे डिस्क्रिप्टर चुन सकें जो अभी तक दूर है सहसंबद्ध नहीं और आदि यह तभी मान्य है जब आप एक से अधिक x के बारे में बात कर रहे हों अगर आप केवल एक x के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीजें मानने नहीं रखती हैं एक बार जब आप ऐसा करते हैं कि हम प्रतिगमन संबंध विकसित करते हैं तो हम बहुत सारे आंकड़ों का अनुमान लगाते हैं ये आंकड़े हैं हम अगले एक अथवा दो लेक्चर के दौरान बात करेंगे और फिर देखेंगे कि फिट कितना अच्छा है तो आप एक प्रतिगमन संबंध विकसित करते हैं लेकिन समानांतर रूप से आप डेटा सेट को प्रशिक्षण सेट और परीक्षण सेट में विभाजित करते हैं तो अगर आपके पास 10 डेटा बिंदु हैं तो आप सभी 10 डेटा बिंदु नहीं लेते हैं और प्रतिगमन मॉडल विकसित करते हैं लगभग 20 डेटा जिसे आप परीक्षण सेट कहते हैं प्रशिक्षण के लिए 80 डेटा रखते हैं और फिर आप प्रतिगमन संबंध विकसित करते हैं उस 80 डेटा का उपयोग करके फिर एक बार जब आपके पास एक अच्छा मॉडल होता है तो आप उन 20 डेटा की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं जिन्हें आपने अलग रखा है और देखें कि फिट कितना अच्छा है तो आप डेटा को प्रशिक्षण और परीक्षण सेट में विभाजित करते हैं प्रशिक्षण में डेटा का 80 परीक्षण सेट में 20 है आपको यह कैसे याद रखना चाहिए यहां तक कि अगर आपके पास 6 अथवा 7 डेटा बिंदु हैं तो अपने प्रशिक्षण के लिए 5 डेटा बिंदु लें और अन्य दो को परीक्षण के लिए रखें एक बार जब आप एक प्रतिगमन मॉडल विकसित कर लेते हैं और फिर एक बार आप इन सभी से खुश हो जाते हैं तो उन दो डेटा बिंदुओं की भविष्यवाणी करने का प्रयास करें जो उन दो डेटा बिंदुओं की गतिविधि को देखते हैं और देखते हैं कि भविष्यवाणी कितनी अच्छी है क्योंकि अंततः QSAR गतिविधि की भविष्यवाणी करने के लिए अज्ञात नए अणु का जो बहुत महत्वपूर्ण है एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं और आपके पास एक QSAR होता है आप इस संबंध को नए अणुओं नए अणुओं की गतिविधि और वास्तव में भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग कर सकते हैं इस तरह काम का प्रवाह होता है तो मुख्य चुनौती यह है कि डिस्क्रिप्टर की संख्या कम करें और उन डिस्क्रिप्टर को लें जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं जैसे मैंने आपको कल DRAGON नाम का एक सॉफ्टवेयर दिखाया था जो लगभग 2000 डिस्क्रिप्टर की भविष्यवाणी करता है और आपको नहीं पता कि आपको कौन सा चयन करना है कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा है जो बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए QSAR में यही चुनौती है कभी कभी हम एक गलत डिस्क्रिप्टर अथवा डिस्क्रिप्टर का चयन कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण को चीजों को मिस कर सकते हैं तो वे चीजें हैं वाह तो डिस्क्रिप्टर्स टोपोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक थर्मोडायनामिक्स संरचनात्मक शून्य आयामी 1 आयामी 2 आयामी 3 आयामी गुण और आदि वास्तव में तो QSAR की मुख्य चुनौती उन डिस्क्रिप्टर को सूचीबद्ध करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी कहा कि हमें कुछ अणुओं के लिए कुछ प्रयोगात्मक डेटा गतिविधि करने की आवश्यकता है तो हम साहित्य में जा सकते हैं और गतिविधि को इकट्ठा करने का प्रयास कर सकते हैं इससे पहले कि मैं नए अणु को संश्लेषित करना शुरू करूं मैं साहित्य में जा सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या अणुओं के संरचनात्मक विशेषताओं की गतिविधियां बताई गई हैं और फिर उन्हें इकट्ठा करें और अपना QSAR विकसित करें और फिर आगे बढ़ें तो इस प्रतिगमन का मुख्य उपयोग क्या है QSAR और कुछ नहीं बल्कि प्रतिगमन निर्धारण है जो एक प्रणाली में महत्वपूर्ण हैं समीकरणों निर्माण का उपयोग नए अणुओं नए ऑपरेटिंग बिंदुओं अथवा नई स्थितियों के लिए व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है तो मैं QSAR QSTR QSPR का उपयोग गुण अथवा विषाक्तता और आदि कर सकता हूं तो शुरू में हमें आवश्यकता हो सकती है डाटा साहित्य से प्रयोगशाला से और फिर प्रतिगमन मॉडल विकसित करने की तो जैसा मैंने कहा कि आपके पास एक पैरामीटर मॉडल अथवा एकडिस्क्रिप्टर मॉडल के लिए कम से कम 5 डेटा बिंदु होने चाहिए रिग्रेशन का पालन करें देखें कि क्या फिट अच्छा है और R squared R squared adjusted जैसे आंकड़े निर्धारित करें हम इन सभी की परिभाषा के बारे में बात करेंगे अंगूठे का नियम सत्यापन अथवा परीक्षण के लिए डेटा का 20 है डेटा को प्रशिक्षणअथवा फिटिंग के लिए 80 है जो बहुत महत्वपूर्ण है तो आप x का चयन कर सकते हैं जिसका y के साथ अच्छा संबंध है y आपकी गतिविधि है x आपका डिस्क्रिप्टर है तो अगर x और y के बीच कोई संबंध नहीं है तो y अक्ष y है x अक्ष x है जो x अक्ष पर गतिविधि और डिस्क्रिप्टर है और अगर वे सहसंबद्ध नहीं हैं तो यह इस तरह दिख सकता है मामूली सहसंबंध यथोचित अच्छा संबंध बहुत अच्छा संबंध तो जैसा कि x डिस्क्रिप्टर मूल्य बढ़ता है गतिविधि भी बढ़ जाती है आपके पास एक नकारात्मक बहुत अच्छा सहसंबंध हो सकता हैइसकी तरह तो अगर डिस्क्रिप्टर मान गतिविधि में वृद्धि करता है तो नीचे जा सकता है उदाहरण के लिए लिपोफिलिक प्रणाली हाइड्रोफिलिक assays पर काम नहीं कर सकती है जैसे ही लिपोफिलिटी बढ़ती हैअथवा Log P बढ़ता है गतिविधि शायद नीचे जा रही है तो आपके पास नकारात्मक और सकारात्मक मूल्य दोनों हो सकते हैं यह परम है सबसे अच्छा है कि आप इसे इस तरह के बीच रख सकते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि शुरू में एक डिस्क्रिप्टर के बीच सहसंबंध गुणांक और 1 से 1 के बीच गिरने वाली गतिविधि और इन 1 अथवा 1 के करीब बड़ा है आप यह कह सकते हैं कि यह शानदार 05 भी है और 06 से ऊपर भी अच्छा है तो हमडिस्क्रिप्टर के रूप में चयन कर सकते हैं जो अच्छे सहसंबंध गुणांक प्रतीत होते हैं तो हम एक सरल रैखिक प्रतिगमन के साथ शुरू कर सकते हैं तो हम इस तरफ गतिविधि कह सकते हैं एक निरंतर b1 x जैसे मैंने आपको कल एक उदाहरण दिखाया कि x आपका आणविक मात्रा अथवा dipole गति हो सकता है तो यह आणविक भार हो सकता है और आदि वास्तव में अथवा Log P आपके पास एक पैरामीटर square भी है Log P square Log P cube आम तौर पर हमारे पास घन और सभी नहीं होंगे लेकिन हम कुछ स्थितियों में वर्ग कर सकते हैं बेशक याद रखें कि आपके पास अधिक डेटा बिंदु होने की आवश्यकता हो सकती है ताकि आपके पास स्वतंत्रता की पर्याप्त डिग्री हो अगर आप वर्ग प्रकार का मॉडल रखना चाहते हैं क्योंकि यहां 3 अज्ञात हैं हमारे पास 2 पैरामीटर मॉडल भी हो सकते हैं हमारे पास Log P हो सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिग्मा यहां फिर से आ रहा है क्योंकि आप मापदंडों की अधिक संख्या को अधिक जटिल द्विघात देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे अज्ञात हैं तो आपको बहुत सारे डेटा बिंदुओं की आवश्यकता है ताकि स्वतंत्रता की डिग्री संतुष्ट हो तो मूल रूप से आंकड़े बहुत कम हैं तो आप कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं वर्गों के योग को तो y मापी गई गतिविधि है जो प्रयोगात्मक है y मॉडल प्रतिगमन की भविष्यवाणी है तो यह squared है आप sum ले रहे हैं और फिर आप इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं यह वही है जो वास्तव में है आप वर्गों के योग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे error अथवा अवशिष्ट कहा जाता है क्योंकि यह मापा गतिविधि है और यह मॉडल द्वारा अनुमानित है तो यह जितना संभव हो उतना कम होना चाहिए आप इसे squaring कर रहे हैं ताकि अथवा यह हमेशा सकारात्मक होगा और फिर आप एक summation ले रहे हैं यह error या अवशिष्ट के वर्गों का योग है जिसे कहा जाता है तो बहुत सारे सॉफ्टवेअर हैं जो ऐसा कर सकते हैं तो जब आप एक पैरामीटर मॉडल अथवा एक डिस्क्रिप्टर मॉडल कर रहे हैं तो आपके पास y है मैंने टोपी लगाई है क्योंकि इसे आम तौर पर भविष्यवाणी कहा जाता है आप एक टोपी y a x b डालते हैं x आपका डिस्क्रिप्टर Log P अथवा आणविक मात्रा अथवा आणविक भार अथवा dipole गति जो भी है तो आप कम से कम वर्ग रेखा फिट होने की कोशिश करते हैं इसे कम से कम वर्ग कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ वर्ग को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए इसे कम से कम वर्ग कहा जाता है तो अगर आपका मॉडल ax b है तो आप yi को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं यह भविष्यवाणी है ax b एक मॉडल है तो हम इसे बढ़ा रहे हैं अंतर यह है कि आप इसे squaring कर रहे हैं एक योग लेते हुए आप इसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं यह आप क्या कर रहे हैं तो अगर आप एक फ़ंक्शन को कम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं हम 0 के बराबर अंतर के साथ एक अंतर लेते हैं फिर b के संबंध में एक अंतर लेते हैं इसे 0 के बराबर करते हैं और फिर हमारे पास 2 समीकरण 2 अज्ञात हैं हम a और b के लिए गणना करेंगे जो कि आपको कम से कम और आपके कैलकुलस को याद रखने पर आप करते हैं इसी तरह आपके पास a square yax squarebxc हो सकता है तो x Log P हो सकता है तो आप Log P वर्ग और Log P यहां हो सकते हैं तो हमारे पास 3 पैरामीटर हैं फिर से आप कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं yi आपका वास्तविक प्रायोगिक डेटा है यह आपकी भविष्यवाणी इतनी भिन्न है इसे squaring करते हुए आप इसे कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अगर आप इसे कम से कम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं हम 0 के बराबर अंतर के साथ एक अंतर लेते हैं 0 के बराबर अंतर के साथ b इसे 0 के बराबर करते हैं c के संबंध में अंतर c इसे 0 के बराबर करते हैं फिर a b c का अनुमान लगाते हैं क्योंकि हमारे पास 3 समीकरण 3 अज्ञात हैं मूल रूप से यह ऐसा दिख सकता है तो उदाहरण के लिए अगर मेरे पास कल है तो पिछली कक्षा में भी मैंने आपको दिखाया था किअगर है एक सरल है तो गणना कैसे करें एक्सेल का उपयोग करना बहुत आसान है हमें इसे बिल्कुल भी नहीं झेलना है तो हम ऐसा करते हैं तोयह Log P है उदाहरण के लिए हम इसे Log P कहते हैं 1 2 3 तो हम गतिविधि कहते हैं 05 1 15 तो यह बहुत सरल है हम यहां ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं तो हमने इसे यहीं पर प्राप्त किया यही यहां दिखाया गया है ताकि हम प्रतिगमन संबंध प्राप्त कर सकें एक प्रवृत्ति रेखा जोड़ सकते हैं फिर हम प्रदर्शन समीकरण और R square कह सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि slope 0 है यह मूल के माध्यम से सही गुजरता है y गतिविधि 05x R वर्ग 1 है मैंने बहुत ही सरल दिखने वाला डेटा दिया है तो R वर्ग 1 आता है लेकिन वास्तविक जीवन में R वर्ग शायद 07 08 और 09 है यह वास्तव में कभी 1 नहीं बनेगा इतना सरल अगर आपके पास एक अकेला डिस्क्रिप्टर मॉडल है तो कोई भी इसे एक्सेल का उपयोग करके कर सकता है हमारे लिए कई सॉफ्टवेअर भी हैं तो y mx c वह समीकरण है जिसे आप हल करने का प्रयास कर रहे हैं तो दो समीकरण अगर मैं calculus का उपयोग करता हूं जैसे मैंने उल्लेख किया है कि हम कम से कम y m का योग x n c का योग n डेटा बिंदुओं की संख्या है यहाँ यह 3 होगा अन्य समीकरण xym x square का योग c x का योग होगा मूल रूप से आप इस समीकरण को ले रहे हैं सभी योग कर रहे हैं y mxc Σ y m S x n c Σ xy m S x2 c S x और फिर आप x द्वारा गुणा कर रहे हैं फिर से योग ले रहे हैं तो आपके यहाँ 2 समीकरण हैं 2 अज्ञात m और c तो हम गणना कर सकते हैं और इसलिए हम क्या करते हैं x 1 2 3 y 05 1 15 है तो हमें x वर्ग सही चाहिए तो x वर्ग यहाँ 1 1 1 2 2 4 3 3 9 है हमें यहाँ इसकी आवश्यकता है xy xy 1 05 05 है 2 1 2 है 3 15 45 है तो हम इसे योग करने का प्रयास कर रहे हैं X 1 2 3 का योग 6 है y 3 का योग x वर्ग का योग 14 है xy 7 का योग तो अब हम यहाँ स्थानापन्न कर सकते हैं तो यह 3 m 6 3 c हो जाएगा और यह 7 m 14 c 6 है तो हमारे पास 2 समीकरण होंगे यही वह है हमारे पास m और c के लिए 2 समीकरण होंगे हम इसे हल कर सकते हैं तो आपको क्या मिलता है हमें m 05 और c 0 मिलता है वास्तव में जो हमें अपने एक्सेल में मिला है वह सही भी है यही कारण है कि हमें अपने एक्सेल में भी m 05 c 0 मिला है तो यह वह सिद्धांत है जिसके द्वारा यह विशेष कार्य करता है तो अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो आप यह कर सकते हैं यह मूल है जिसके द्वारा यह वास्तव में y m x nc का योग xy का योग mx square का योग c x का योग है मूल रूप से आप इसे ले रहे हैं और इस समीकरण को प्राप्त कर रहे हैं और आप x से गुणा कर रहे हैं और तब आपको यह समीकरण मिल रहा है तो x का योग कुछ भी नहीं है लेकिन सभी x मानों को जोड़कर y का योग सभी y मानों को जोड़ रहा है x वर्ग का योग कुछ नहीं है लेकिन x वर्ग की गणना करें और फिर उन सभी को जोड़कर योग xy x y को जोड़ दें ये सब तो आप 2 समीकरणों 2 अज्ञात m और c को विकसित करते हैं आप इसे हल कर सकते हैं और आप c 0 m 05 के साथ समाप्त होते हैं और यही आपके एक्सेल में सही भी है तो यह वह सिद्धांत है जिसके द्वारा आप m और c प्राप्त करते हैं तो अगर आपके पास एक पैरामीटर है तो यह बहुत सरल है एक्सेल के साथ आप ग्राफ खींच सकते हैं और फिर प्रतिगमन समीकरण और R square की गणना कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो आप m और c की गणना करने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं यह वह सिद्धांत है जिसके द्वारा यह काम करता है तो क्या होता है अगर आपके पास 2 चर हैं जिसका अर्थ है 2 डिस्क्रिप्टर x1 और x2 तो आपके पास m1 m2 दो slope और c हैं तो आपके पास 3 पैरामीटर हैं तो मूल रूप से आपको 3 समीकरणों की आवश्यकता है तो आप 3 समीकरणों को कैसे प्राप्त करेंगे यह पहला समीकरण है x2 nc के X1 m2 के योग का y m1 योग का योग दूसरे को X1 से गुणा किया जाएगा जो कि आपको यह समीकरण प्राप्त होगा x1y m1x1 square m2 योग हैं X1x2 का c योग X1 का y m1x1 m2x2 c Σ y m 1S x1 m 2S x2 n c Σ x1y m 1S x 2 m 2S x1x2 c S x1 Σ x2y m1 S x1x2 m 2S x 2 c S x2 और फिर x2 के साथ गुणा करें ताकि आपको x2y m1 योग x1x2 का m2 योग x2 square का cx2 का योग मिले तो आप देखते हैं कि आपके पास अब 3 समीकरण और 3 अज्ञात m1 m2 और c हैं तो हम इसे हल कर सकते हैं और इन 3 स्थिरांक प्राप्त कर सकते हैं तो फिर आपका QSAR यह होगा यह एक 2 डिस्क्रिप्टर समस्या है तो डिस्क्रिप्टर एक Log P हो सकता है और डिस्क्रिप्टर 2 सिग्मा अथवा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पैरामीटर हो सकता है यह आपका QSAR समीकरण है बेशक जब आपके पास इस प्रकार का मॉडल होता है जब एक डिस्क्रिप्टर मॉडल की तुलना में आपके पास कम से कम 10 डेटा बिंदु होने चाहिए अतः अंगूठे के नियम के अनुसार 5 डेटा बिंदुओं आपको केवल एक डिस्क्रिप्टर मॉडल से चिपके रहना चाहिए लगभग 10 डेटा पॉइंट जो आप 2 डिस्क्रिप्टर मॉडल पर जा सकते हैं आपके पास कम से कम 8 डेटा पॉइंट होने चाहिए बेशक यह सही नहीं है क्योंकि अगर आप डेटा को परीक्षण और प्रशिक्षण सेट में विभाजित करना चाहते हैं तो भले ही आपके पास 7 डेटा बिंदु और 2 डेटा बिंदु हों हम इसे परीक्षण सेट के रूप में रख सकते हैं तो हम 5 डेटा बिंदु को विकसित कर सकते हैंसिंगल मॉडल के लिए तो अगर आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं तो उनमें से 2 आप इसे टेस्ट सेट के लिए रख सकते हैंतो 8 डेटा पॉइंट्स के साथ हम 2 डिस्क्रिप्टर मॉडल विकसित कर सकते हैं और फिर अन्य 2 डेटा पॉइंट्स के लिए भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं तो यह है कि यह बहुत करीब है तो आदर्श रूप से आपको 10 11 12 की तरह जाना चाहिए ताकि हमारे पास 2 डिस्क्रिप्टर मॉडल हो सके याद रखें कि हमारे पास पर्याप्त डेटा बिंदु होने चाहिए ताकि हमारे पास परीक्षण सेट के साथ साथ प्रशिक्षण सेट में पर्याप्त संख्या में डेटा बिंदु हों तो प्रतिगमन में क्या कदम हैं जो मैंने आपको दिखाया था प्रतिगमन मॉडल को रैखिक या द्विघात Xi से Xj किसको निर्दिष्ट करें ताकि उन्हें क्रॉस सहसंबद्ध नहीं होना चाहिए जो महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण सेट डेटा का उपयोग करके प्रतिगमन विश्लेषण करें इतने सारे मापदंडों माध्य भिन्नता R square R square adjusted R square predicted Q square हम ऐसा करने जा रहे हैं तुलना करें भविष्य versus वास्तविक मूल्यों की प्रतिगमन कितनी अच्छी तरह फिट बैठता है अवशिष्टों की जांच करें अवशिष्ट यह error y प्रयोग y है जिसकी भविष्यवाणी की गई है जिसे अवशिष्ट कहा जाता है और देखें कि वे कैसे दिखते हैं महत्वपूर्ण को पहचानें कुछ डिस्क्रिप्टर हो सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है फिर हम इन्हे हटा सकते हैं हम केवल उन को ले सकते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और फिर से डेटा को फिट करते हैं जैसे कि हम वास्तव में कर सकते हैं निरर्थक टर्म को हटा दें फिर अंतिम प्रतिगमन मॉडल को देखें यह इसी तरह से चलता है तो ये नैदानिक आँकड़े जोकि R square R square adjusted R squareभविष्यवाणी है कभी कभी कुछ लोग Q square को कई चीजों का उपयोग करते हैं अवशिष्ट प्लॉट को देखें फिर परीक्षण डेटा चलाएँ जब आप एक QSAR विकसित करते हैं तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऐसा मत सोचो कि QSAR एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिर्फ एक गणितीय फिट है और वह यह है यह सही नहीं है आपको इन p मानों R square R square adjusted R square predicted Q square और आदि देखना होगा अवशिष्टों को देखें देखें कि क्या कुछ पैटर्न है अवशिष्टों में कुछ समस्या है फिर परीक्षण सेट अथवा सत्यापन सेट चलाएं और देखें कि क्या मॉडल डेटा की भविष्यवाणी करने में सक्षम है तभी आप कह सकते हैं कि आपका QSAR अच्छा है तब तक आप QSAR पर भरोसा नहीं कर सकते कृपया याद रखें कि QSAR एक प्रतिगमन रेखा अथवा द्विघात मॉडल का उपयोग करके कुछ बिंदुओं को फिट नहीं कर रहा है और फिर वह है हमें कुछ समय बिताने की ज़रूरत है सोचें और देखें कि क्या कुछ छिपी हुई गलतियाँ हैं मैं उनमें से कई को दिखाने जा रहा हूं जहां आप जा सकते हैं अब हम इन आंकड़ों को देखते हैं हम इसे फिट R की goodness कहते हैं R हम जानते हैं कि सहसंबंध गुणांक है R square नामक कुछ ऐसा है जो कुल विचरण का अंश है जो प्रतिगमन समीकरण द्वारा अपेक्षित है तो yi yi hat yi आपका वास्तविक प्रयोग है y टोपी जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप मॉडल भविष्यवाणी कर रहे हैं और yi y यही y सभी y का औसत है इसे कुल विचरण कहा जाता है और यह अवशिष्ट के वर्गों का योग है यह अवशिष्ट है क्योंकि यह प्रयोगात्मक है यह वही है जो मॉडल की भविष्यवाणी करता है तो इस अंतर को अवशिष्ट कहा जाता है यह अवशिष्ट के वर्गों का योग है yi y यह y जैसा कि मैंने कहा सभी y के औसत के कुल योग को R वर्ग कहा जाता है R वर्ग आमतौर पर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए आप नकारात्मक नहीं जा सकते क्योंकि यह वर्ग है और 0 का अर्थ बहुत बहुत बिल्कुल कोई संबंध अथवा फिट नहीं है अब 1 सबसे अच्छा है जब आप दवा की खोज के साथ प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कर रहे हैं और यह सब आपके पास R square हो सकता है 07 08 हम कह सकते हैं कि यह बहुत अच्छा है यथोचित रूप से अच्छा है लेकिन जब आप कुछ सिमुलेशन मॉडलिंग कर रहे हैं तब आपको बहुत अधिक R square मिल सकता है लेकिन प्रायोगिक तौर पर आपको केवल यह R square मिलेगा तो यह अवशिष्टों के 1 वर्गों का योग है जिसका मतलब यह प्रयोगात्मक है यह मॉडल भविष्यवाणी है इसे कहा जा सकता है mx c लाइक अथवा m1x1 m2x2 c भविष्यवाणी तो यह अंतर वर्ग है यह yi प्रयोगात्मक y है यह सभी y का औसत है इसे कुल विचरण कहा जाता है इसे R square कहा जाता है स्वतंत्रता की डिग्री मॉडल मापदंडों की संख्या 1 अंगूठे का नियम अंकों की संख्या प्रतिगमन समीकरण में स्वतंत्रता की डिग्री की संख्या से कम से कम 25 अधिक होनी चाहिए तो अगर आपके पास y mx c है जो एक पैरामीटर मॉडल m और c 2 है तो 25 अधिक है तो आपके पास कम से कम 3 डेटा बिंदु होने चाहिए लेकिन हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं और हमारे पास 5 डेटा बिंदु होने चाहिए हम और अधिक सावधान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 डेटा बिंदु हां आप एक मॉडल को फिट कर सकते हैं लेकिन आप एक परीक्षण मूल्य नहीं रख पाएंगे अगर आप सही हैं तो अगर आपके पास 5 6 6 तो अच्छा है तो फिर उन बिंदुओं में से एक है जो हम परीक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं और शेष 5 हम इसे मॉडल फिटिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं यह नियम अंगूठे है R square adjusted नामक कुछ है तो R square adjusted कुल के वर्गों के error योग के वर्गों के 1 योग के अलावा कुछ भी नहीं है यही वह है जो कुल भिन्नता n 1 n p के वर्गों का योग है n डेटा बिंदुओं की संख्या है p प्रतिगमन मॉडल में टर्म की संख्या है जिसका अर्थ है y mx c मतलब p 2 हो जाएगा तो हम इसे 1 n 1 n p1 R square के रूप में लिख सकते हैं तो R square adjusted हमेशा होगा R square और अगर आपके पास अधिक संख्या में पैरामीटर हैं तो प्रतिगमन मॉडल की टर्म R square adjusted नीचे आ जाएगी क्योंकि आपके यहां और यहां नकारात्मक हैं तो अधिक मापदंडों के साथ हम मॉडल फिट करने में सक्षम होंगे R square अच्छा हो जाएगा लेकिन R square adjusted खराब हो जाएगा मापदंडों की अधिक संख्या R square adjusted नीचे आ जाएगा तो चुनौती कम मापदंडों को रखने की है लेकिन फिर भी अपने मॉडल को फिट करें जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है तो R square adjusted हमेशा होगा R square फिर वहाँ कुछ भविष्यवाणी R square कहा जाता है कभी कभी हम R square की भविष्यवाणी करते हैं कुछ लोग कैपिटल Q square का उपयोग करते हैं इसे क्रॉस वैलिडेटेड R square कहा जाता है यह समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे देखने दो मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट हैं जब हम समीकरण को फिट करते हैं तो हमें R square मिलता है लेकिन हम इस R square की भविष्यवाणी करने के लिए क्या करते हैं Q square की भविष्यवाणी करते हुए हम एक डेटा बिंदु को हटाते हैं डेटा के 1 सेट के साथ फिट होते हैं जिसका अर्थ है कि अगरआपके पास n डेटा बिंदु हैंतो हम समीकरण को फिट करने के लिए n 1 डेटा बिंदु का उपयोग करते हैं मॉडल को फिट करते हैं और फिर उस बिंदु के लिए मूल्य का अनुमान लगाने की कोशिश करें जो याद किया गया था जो हटाए गए बिंदु पर त्रुटि का मूल्यांकन करता है तो फिर इसे स्क्वायर करें अब आप इस बिंदु को रखें लेकिन एक अन्य बिंदु को हटा दें फिर से प्रतिगमन मॉडल विकसित करें फिर उस बिंदु के लिए y मान की भविष्यवाणी करने का प्रयास करें और फिर एक अवशिष्ट प्राप्त करें इसे वर्गाकार करें जैसे हम जोड़ते रहते हैं त्रुटियों अथवा अवशिष्टों के सभी योगों को इसे कहा जाता है वर्गों की अनुमानित योग अथवा PRESS योग इसे LOO के रूप में भी जाना जाता है एक विधि को छोड़ दें क्योंकि हर बार जब हम एक डेटा बिंदु को निकालते हैं और फिर एक मॉडल विकसित करने का प्रयास करते हैं तो उस संख्या के मान का अनुमान लगाने का प्रयास करें जिसे हमने छोड़ दिया है एक बार जब हम PRESS करते हैं तो हम क्या करते हैं हम 1 PRESS कुल वर्गों का योग जो आपको R square प्रिडिक्टेड अथवा Q square देगा अगर आप एक समय में एक बिंदु को छोड़ते हैं जिसेकहां जाता है एक समय में एक बिंदु विधि छोड़ना आप इस बात को समझ सकते हो तो मान लीजिए कि n अंक हैं हम एक अंक को छोड़ते हैं तो हमारे पास n 1 बिंदु है हम उस n 1 बिंदु के साथ एक प्रतिगमन मॉडल विकसित करते हैं और nth बिंदु के लिए भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं जिसे हमने याद किया है और अवशिष्ट का पता लगाते हैं अथवा त्रुटि इसे वर्गाकार करें फिर आप एक और बिंदु छोड़ते हैं पहले के बायें बिंदु को रखें तो फिर से एक और n 1 अंक होंगे एक प्रतिगमन मॉडल विकसित करेंगे उस बिंदु के लिए मूल्य का अनुमान लगाएंगे जिसे छोड़ दिया गया था और त्रुटि प्राप्त करेंगे इसे वर्ग करें जैसे कि आप सभी n बिंदुओं के लिए दोहराते हैं सभी वर्ग जोड़ते हैं त्रुटियाँ जिन्हें PRESS कहा जाता है वर्गों अनुमानित का योग फिर 1 PRESS कुल के वर्गों जो आपको देगा R square अथवा Q square जो कि क्रॉस वैलिडेटेड R square है लोग यहां विभिन्न शब्दावली का उपयोग करते हैं एक बिंदु के बजाय हम कई बिंदु भी छोड़ सकते हैं हम कई विधि को भी छोड़ सकते हैं जैसे एक बाहर की विधि को छोड़ सकते हैं हम कई विधि को भी छोड़ सकते हैं जिसका अर्थ है कि एक बिंदु के बजाय हम 2 बिंदुओं को याद कर सकते हैं और एक प्रतिगमन संबंध विकसित कर सकते हैं और फिर उन 2 के लिए डेटा की भविष्यवाणी करने का प्रयास कर सकते हैं अंक और प्रक्रिया को दोहराएं और त्रुटियां प्राप्त करें तो यह एक बहुत ही कठोर R square है यही कारण है कि Q square हमेशा R square adjusted की तुलना में कम होगा जिसे R square से कम होना चाहिए तो ये विभिन्न R square हैं अब और अधिक बूट स्ट्रैप R square नामक कुछ है सत्यापन प्रक्रिया के दौरान गणना किए गए वर्ग सहसंबंध गुणांक का औसत है इसकी गणना सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक समय में उपयोग किए गए चर के सबसेट से की जाती है तो मैं एक समय में एक बिंदु को छोड़ सकता हूं और फिर उस मान्यता के लिए कर सकता हूं मैं मान सकता हूं मेरे पास 7 अंक हैं मैं एक परीक्षण सेट के रूप में 2 अंक ले सकता हूं शेष 5 अंक और फिर R square मॉडल विकसित कर सकता हूं फिर मैं कुछ अन्य 2 बिंदुओं को हटा सकता हूं और फिर R square मॉडल को विकसित कर सकता हूं जैसे कि कई R square में सही हो जाएगा तो मैं औसत लूंगा फिर इसे बूट स्ट्रैप R square कहा जाता है फिर R square m टेस्ट भी कहा जाता है यह r0 वर्ग परीक्षण सेट यौगिकों के देखे गए और अनुमानित मानों के बीच वर्गित सहसंबंध गुणांक है जो कि शून्य के लिए निर्धारित अवरोधन के साथ है तो मैं यह भी उल्लेख करता हूं कि हमारे पास प्रशिक्षण सेट के अलावा कुछ परीक्षण सेट सही होना चाहिए तो टेस्ट सेट के साथ हम क्या करते हैं हम r square m टेस्ट का उपयोग करते हैं इस विशेषसूत्रका जहांr square 0 है वर्ग सहसंबंध गुणांक परीक्षण सेट यौगिक के देखे गए और अनुमानित मूल्यों के बीच इंटरसेप्ट के साथ शून्य पर सेट होने का मतलब है कि आप इंटरसेप्ट को शून्य से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं और एक r0 वर्ग प्राप्त करें बिना इसे शून्य से गुजरने के लिए हमें एक r वर्ग मिलता है और फिर इस सूत्र का उपयोग करें जिसे r square m टेस्ट कहा जाता है यह अधिक कठोर है तो आप इस r square को प्राप्त करने के लिए लाइन को 0 से गुजरने के लिए मजबूर कर रहे हैं यहां आप इसे मजबूर नहीं कर रहे हैं ताकि आपको यह मिल जाए और फिर देखें कि क्या मूल्य 05 है ताकि मॉडल को स्वीकार किया जा सके फिर आपके पास अन्य तरीका r0 और r0 डैश भी हैं ये उत्पत्ति के माध्यम से प्रतिगमन के लिए संबंधित सहसंबंध गुणांक हैं जहां आपने देखा है k yi की भविष्यवाणी अथवा y की भविष्यवाणी k डैश yi observed है तो हम देखते हैं कि हम मॉडल को इस तरह फिट करते हैं हम इस तरह से एक मॉडल फिट करते हैं तो यह यहां हो जाता है यह हो जाता है यहां और फिर हम इसे मूल से गुजरने की अनुमति देते हैं आपको r0 और r0 डैश मिलता है r2 - r' 2r2 01 and 085 k' 115 फिर आप देखते हैं कि क्या वे 06 से काफी अच्छे हैं तो ये परीक्षण करने के विभिन्न तरीके हैं कि क्या आपके मॉडल में अच्छी पूर्वानुमान क्षमता है और क्या आपके मॉडल में अच्छी फिटिंग क्षमता हैअथवा नहीं Tropsha और सहकर्मियों ने भविष्यवाणी करने और सत्यापन मानदंड के लिए कुछ और तरीके सुझाए उन्होंने कहा कि q square का अनुपात 05 r square का 06 r square r0 square r square का होना चाहिए 01 और k यहां 085 और 115 के बीच होना चाहिए अर्थात यह 1 के करीब होना चाहिए इसी तरह k डैश भी काफी अधिक होना चाहिए तो कई विभिन्न चीजें जो उन्होंने यहां बताई हैं तो कई चीजें उन्होंने r0 के रूप मेंजैसा कि मैंने कहा कि r0 square है जब आप r square की गणना करते हैं जब आप इसे मूल से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं तो यहां आपका r डैश square होता है जब आप इसे मूल से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं r डैश में पूर्वानुमान शामिल है आप एक मॉडल विकसित करते हैं पूर्वानुमानित और देखे गए के बीच जबकि यहां आपने एक मॉडल विकसित करने का अनुमान लगाया है और भविष्यवाणी की हैतो दोनों समय में यह k और k डैश 1 के बहुत निकट होना चाहिए अर्थात 085 से 115 के बीच तो कई विभिन्न मापदंड हैं जिनका हमें यह पता लगाने के लिए अनुसरण करने की आवश्यकता है कि हमारे पास अच्छा फिट होने के साथ साथ अच्छी भविष्यवाणी की गई क्षमता है और हम अपने डेटा को फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे डेटा को फिट करने के लिए नहीं है जोकि बहुत महत्वपूर्ण है तो ये विभिन्न पैरामीटर हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे पास R square है हमने adjusted R square किया है हमारे पास Q square अथवा क्रॉस वैलिडेटेड R square बूट स्ट्रैप R square R square m r0 square है फिर हमारे पास k k डैश r डैश 0 वर्ग और आदि वास्तव में है एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह देखना है कि परीक्षण सेट डेटा पर भी फिट कितना अच्छा है हम अगली कक्षा में और जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए